Negative Number and 2's Complement Arithmetic सभी को नमस्कार इस क्लास में हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव नंबर और 2's कंप्लीमेंट अर्थमैटिक 2's complement arithmetic के बारे में देखेंगे पिछले क्लास में हमने नंबर सिस्टम के बारे में सीखा पर उस क्लास में हमने नेगेटिव नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यह देखा नहीं था तो यह चीजें हम आज सीखेंगे जैसे कि साइन मेग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन से किसी नंबर को कैसे प्रस्तुतरिप्रेजेंट represent कर सकते हैं 1's कंप्लीमेंट 1's complement 2's कंप्लीमेंट 2's complement बाइनरी एडिशन और सबट्रैक्शन कैसे करते हैं और 2's कंप्लीमेंट अर्थमैटिक 2's complement arithmetic कैसे करते हैं तो साइन मेग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन काफी सरल है तो हमारे पास एक साइन बिट होता है जिसकी जगह सबसे बाएं लेफ्टमोस्ट left most तरफ होता है जिसे हम MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं और बाकी के बिट्स मेग्नीट्यूड का होता है तो किसी भी नंबर में मेग्नीट्यूड वाला हिस्सा यहां रहेगा और साइन वाला हिस्सा यह रहेगा तो अगर साइन वाले बिट का मूल्य 0 है तो हम उस नंबर को पॉजिटिव मानते हैं और अगर 1 हो तो नेगेटिव मानते हैं यह इसका कन्वेंशन है अगर हमारे पास एक नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट्स हो यहां मैं सिर्फ इंटीजर की बात हो रही है फ्रेक्शन के बारे में हम बाद में देखेंगे तो मान लो नंबर है 00000001 सबसे पहले वाला 0 साइन बिट है जिसका मतलब कि यह नंबर पॉजिटिव है और बाकी सारे बिट्स मेग्नीट्यूड बताता है पिछले क्लास के चर्चा से हमें यह पता है कि जो बचे हुए बिट्स हैं वह मेग्नीट्यूड बताता है बाइनरी में जिसका मूल्य 1 है यह इसलिए है क्योंकि जो 1 है वह यूनिटस प्लेस में है मतलब 2 टू द पावर 0 गुणाकार मल्टीप्लाईड multiplied कोएफिशिएंट 1 और बाकी सारे जगहों पर कॉएफिशिएंट 0 है तो इस नंबर का मूल्य 1 है अगर हमें 1 को रिप्रेजेंट करना हो तो इस कन्वेंशन में कैसे करेंगे मेग्नीट्यूड वाला हिस्सा पहले जैसा ही रहेगा सिर्फ साइन बिट को 0 से 1 करना होगा तो अगर हमारे पास 1000001 मतलब 1 six 0's और 1 रहे तो हमें पता है इस का मूल्य 1 है एक चीज ध्यान रखें कि जो सबसे पहले वाला बिट है उसका संबंध किसी भी प्लेस वैल्यू से नहीं है वह केवल साइन बिट है तो सबसे पहले वाला बिट को 2 टू द पावर 7 से गुणाकारमल्टीप्लाई multiply नहीं करना है यह केवल साइन बिट है अगर हम यह नंबर लेते हैं तो इसमें साइन बिट पर 0 है मतलब यह एक पॉजिटिव नंबर है यह 16 है यह 4's प्लेस मतलब कुल मिलाकर 20 और यह 2's प्लेस मतलब 2 तो कुल मिलाकर इसका मेग्नीट्यूड है 16 प्लस 4 प्लस 2 जो है 22 और अगर बाकी सारे बिट्स पहले जैसे ही रखते हुए सिर्फ साइन बिट को 1 किया तो इसका मूल्य 22 होगा पिछले क्लास में हमने देखा कि अगर यह सारे बिट्स 1 हो तो इसका मूल्य 127 है आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं Refer Time 0341 64 प्लस इत्यादि इत्यादि तो यहां साइन बिट 0 है मतलब 127 और 1 मतलब 127 इसका मतलब इस रिप्रेजेंटेशन में अगर हमारे पास 8 बिट्स हो तो हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 127 से 127 तक फिर 1 0 इत्यादि इत्यादि तो 2 गुणाकारमल्टीप्लाईड multiplied 127 जिसका मूल्य 254 और 0 इसका मतलब 8 बिट्स से हम 255 नंबरस को प्रेजेंट कर सकते हैं और इसमें 0 दो बार रिप्रेजेंट होता है एक बार इधर और दूसरा उधर तो 8 बिट्स से हमें 2 टू द पावर 8 मतलब 256 रिप्रेजेंटेशन मिलता है यहां केवल 255 नंबरस ही रिप्रेजेंट होता है तो यह एक तरीका है रिप्रेजेंटेशन का नेगेटिव नंबर को और एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसे हम 1's कंप्लीमेंट नंबर कहते हैं तो 1's कंप्लीमेंट में हम क्या करते हैं इसमें हब उस पॉजिटिव नंबर का इंवर्जन लेते हैं यानी कि उल्टा लेते हैं मतलब पॉजिटिव नंबर का कंपलीमेंट लेते हैं मान लो यह एक पॉजिटिव नंबर है जिसमें पहला बिट साइन बिट है तो इस नंबर 0 0 0 0 0 0 0 1 जिसका मूल्य 1 है उसका सबसे पहले हम इंवर्जन लेंगे यानी कि उल्टा करेंगे तो 0 बनेगा 1 और 1 बनेगा 0 तो इंवर्जन के बाद नंबर है 1 1 1 1 1 1 1 0 का मूल्य 1 है 22 जैसे हमने पहले देखा है तो अगर इसका हम इंवर्जन लेते हैं जहां भी 0 है उसे हम 1 करेंगे और जहां 1 उसे 0 तो यह 22 का रीप्रेजेंटेशन है वैसे ही 127 का रिप्रेजेंटेशन हमने देखा है उसी तरीके से 127 का यह रीप्रेजेंटेशन है इसे हम 1's कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन 1's complement representation कहते हैं तो इसमें भी हमें 127 से लेकर 127 मिला जिसमें 0 भी शामिल है तो 255 नंबरस रिप्रेजेंट हुआ और 0 दो बार रिप्रेजेंट पहले इससे और फिर इससे अगला है 2's कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन 2's complement representation तो इसमें नेगेटिव नंबर के लिए हम उसके पॉजिटिव नंबर का 1's कंप्लीमेंट 1's complement लेते हैं फिर उसमें प्लस 1 करके हमें वह नेगेटिव नंबर मिलता है तो हमें पहले ही 1's कंप्लीमेंट 1's complement कैसे लिखना है वह पता है उस पर प्लस 1 करके हमें 2's कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन 2's complement representation मिलेगा उसी तरीके से अगर हम 22 का उदाहरण लेते हैं और हमें 22 को 2's कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन 2's complement representation लिखना हो तो 22 का 1's कंप्लीमेंट 1's complement लेंगे और फिर उसमें प्लस 1 करके हमें 2's कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन 2's complement representation मिलेगा इसी तरीके से चलते हुए अगर मान लो 126 का यह रिप्रेजेंटेशन है तो 126 के लिए सारे बिट्स को इनवर्ट करेंगे और फिर प्लस 1 करेंगे 126 का रिप्रेजेंटेशन 1 0 0 0 0 0 0 1 0 है 0 0 1 0 0 0 0 1 के बजाय 1 0 0 0 0 0 0 1 127 का रिप्रेजेंटेशन है और एक और रिप्रेजेंटेशन जो इस रेंज में आता है जो कि पहले रेंज के बाहर था 1 0 0 0 0 0 0 0 जोकि 128 है क्योंकि अब 0 एक ही बार रिप्रेजेंट होता है ना कि 2 बार तो हम इस वजह से एक और नंबर को अंदर पुश कर सकते हैं तो यह 128 का 2's कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन 2's complement representation है मतलब 128 तो अब रेंज 128 से लेकर 127 है जिसमें एक 0 भी है तो कुल मिलाकर 256 नंबरस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारे पास 1's कंप्लीमेंट 1's complement नंबर है और अगर हम उसका एक और बार 1's कंपलीमेंट 1's complement लेंगे तो हमें ओरिजिनल नंबर वापस मिलता है है कि नहीं तो अगर हमारे पास 2's कंप्लीमेंट नंबर हो जो कि एक नेगेटिव नंबर है उसका अगर हम 2's कंप्लीमेंट 2's complement ले तो क्या होगा यह एक उदाहरण से समझते हैं तो यह है 1 8 1's अगर इसका 1's कंपलीमेंट 1's complement ले तो हमें सारे 0's मिलेंगे और फिर प्लस 1 से हमें 2's कॉन्प्लीमेंट 2's complement मिलेगा तो यह 0 0 0 0 0 0 0 1 है जोकि हमारा ओरिजिनल पॉजिटिव नंबर 1 है तो 1 के डेसिमल वर्शन का 2's कंप्लीमेंट 2's complement ले तो हमें 1 का डेसिमल वर्शन मिलता है तो यह 22 है 2's कंपलीमेंट 2's complement में और यदि हम इसका 1's कंप्लीमेंट 1's complement देखें तो वह 0 0 0 1 0 1 0 1 है और उसको हम ऐड करेंगे 0 0 0 1 0 1 1 0 जोकि है प्लस 22 22 है ना अब फिर से 2's कंप्लीमेंट 2's complement ले तो हमें ओरिजिनल नंबर वापस मिलता है तो माइनस फिर से माइनस जिससे ओरिजिनल नंबर वापस मिलता है यह ध्यान रखें तो अब हम देखते हैं कि बायनरी एडिशन और सबट्रैक्शन कैसे करते हैं तो जैसे हम डेसिमल नंबर का एडिशन और सबट्रैक्शन करते हैं उसी तरीके से हम यहां भी कर सकते हैं सबसे पहले हम एडिशन देखेंगे तो 00 का मूल्य 0 है 01 का मूल्य 1 है 10 का मूल्य 1 है 11 का मूल्य 2 है पर बायनरी सिस्टम में 2 एक वैद्य वैलिड valid डिजिट नहीं है इसमें केवल 0 और 1 ही है तो जैसे आपको पता है इसे हम कैरी कहते हैं यह है यूनिटस प्लेस और यह है 2's प्लेस 2's place कैरी वहां है तो मान लो जब हम 21 को 33 से ऐड करते हैं 21 और 33 को डेसिमल में कैसे लिखते हैं यह आप जानते हैं है ना तो 21 को हम इस तरीके से लिखेंगे मतलब 16's 4's और 1's प्लेस में 1 रहेगा 33 के लिए हमें पता है 2 टू द पावर 5 का मूल्य 32 है और और यहां रहेगा 1 तो कुल मिलाकर 33 अब जब हम इन्हें ऐड करेंगे 11 है 1 0 यह 0 यहां आएगा 1 कैरी है 100 का मूल्य 1 है यह 1 यहां आएगा और फिर 0 यहां आएगा यह 1 है और यह भी 1 है एडिशन के बाद हमें 0 0 1 1 0 1 1 0 यह नंबर मिलता है 2 टू द पावर 5 मतलब 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 कुल मिलाकर 54 मिला हमें यह उत्तर डेसिमल फॉर्म में मिला है और अगर आप या एडिशन क के देखें तो आपको भी 54 ही मिलेगा इसी तरीके से आप 23 को 101 से ऐड कर सकते हैं जब तक उत्तर रेंज के अंदर है हम करते जा सकते हैं और यदि यह रेंज के बाहर चले जाएं तो हमें सही उत्तर याने की वैद्य वैलिड valid उत्तर नहीं मिलेगा तो यह उदाहरण में आप देखें तो 11 है 0 कैरी 1 है फिर से एक और कैरी फिर तीन 1's तीन 1's का मतलब है हमें उत्तर में 1 1 मिलेगा तो यहां 1 यहां आएगा और फिर कैरी 1 है 1 0 0 इसका उत्तर 1 है और बाकी सारे 1 1 1 है अगर फिर से आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आपको 124 मिलेगा और सबट्रैक्शन के लिए 0 0 0 है 1 0 1 है 1 1 0 है और 0 1 हो तो हमें 1 बोरो करना पड़ता है प्रीवियस स्टेज से तो यह 2 बन जाता है तो 2 1 का उत्तर 1 है पर क्योंकि एक बोरो है जिसे हमें सबट्रैक करना है 2's प्लेस 2's place से मतलब अगला हायर प्लेस तो यह बोरो का कांसेप्ट है जो कि हमें ध्यान देना है एक उदाहरण लेते 21 2 21 मतलब 16's 4's और 1's प्लेस में 1 होगा और 2 मतलब 1 0 है तो कैसे कर सकते है तो 1 0 1 है तो 0 1 के लिए बोरो लेना होगा जब हम एक बोरो लेते हैं 1 0 2 बन जाता है तो 1 0 मतलब 2 1 1 है तो बोरो है जिसे हमें अगले हायर बिट से लेना होग तो 1 1 0 है तो यह 0 0 और 1 है तो यह 16's प्लेस 2's प्लेस और 1's प्लेस है मतलब 16 प्लस 2 प्लस 1 कुल मिलाकर 19 है इसी तरीके से हम दूसरा उदाहरण देख सकते हैं और यह डेसिमल एडिशन और सबट्रैक्शन की तरह ही है और जब साइन की बात होती है मतलब जब एक बड़े नंबर को छोटे नंबर से सबट्रैक करते हैं उदाहरण के तौर पर 5 8 तो हम नॉर्मल डेसिमल सबट्रैक्शन में क्या करते हैं तो हम सबट्रैक्ट करते हैं बड़े नंबर से और माइनस साइन डाल देते हैं ठीक है तो मतलब 8 5 करते हैं और माइनस साइन डालते हैं जिसका जवाब 3 है उसी तरीके से हम यहां भी करेंगे बड़े नंबर को सबट्रैक्ट करेंगे और जो माइनस साइन है वह साइन बिट पर आएगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर बायनरी सिस्टम में जब हम अर्थमैटिक करते हैं तो हमारे पास सर्किट गेटस के माध्यम से बना हुआ बिल्डिंग ब्लॉक्स और लॉजिक गेटस होता है तो तब हम 2's कंप्लीमेंट अर्थमैटिक 2's complement arithmetic पसंद करते उसके कुछ फायदे के कारण तो अब हम 2's कंप्लीमेंट अर्थमैटिक 2's complement arithmetic के बारे में चर्चा करेंगे 2's कंप्लीमेंट नंबर रिप्रेजेंटेशन 2's complement number representation हमने पहले ही देखा है इसमें एडिशन तो नॉर्मल एडिशन के समान है और सबट्रैक्शन में हम ओरिजिनल नंबर का 2's कंप्लीमेंट 2's complement लेते हैं ताकि हम उसे नेगेटिव नंबर बना सकें और फिर हम दोनों नंबर को ऐड कर देते हैं तो यहां सबट्रैक्शन भी एक एडिशन प्रोसेस बन जाता है तो जो एडर ब्लॉक है मतलब एडर सर्किट एडिशन और सबट्रैक्शन दोनों ही कर सकता है तो जब हम सबट्रैक्शन की बात करते हैं तो हमें नंबर को 2's कंप्लीमेंट फॉर्म 2's complement form में लिखना होगा ताकि वह नंबर नेगेटिव बन जाए यह इसका बेसिक कांसेप्ट है और यह कैसे होता है तो यह वियोज्य मायन्यूहैंड minuend और यह वियोजक सबट्राहैंड subtrahend है हम वियोजक सबट्राहैंड subtrahend का 2's कंप्लीमेंट 2's complement लेते हैं और हमें उत्तर मिलता है ऑडिशन करना एकदम सरल है एडिशन वैसे ही करना है जैसे हम आम तरीके से करते हैं उदाहरण 8316 जिसका उत्तर 99 है अब हम देखेंगे 83 16 इसमें हम 16 को 2's कंप्लीमेंट 2's complement इस्तेमाल कर सबट्रैक्ट करेंगे यहां जब हम 83 या 16 कहते हैं तब हम डेसिमल सिस्टम की बात कर रहे हैं पर हमें ऑपरेशन बायनरी में कर रहे है तो यहां 16 वियोजक सबट्राहैंड subtrahend है तो इसे हमें 2's कंप्लीमेंट 2's complement इस्तेमाल कर नेगेटिव नंबर में कन्वर्ट करना होगा तो यह है पॉजिटिव नंबर 16 का डेसिमल इक्विवेलेंट इसका जब हम 1's कंपलीमेंट 1's complement ले तो सिर्फ यह एक जगह पर 0 रहता है बाकी सब 1 है और फिर अगर हम 1 ऐड करते हैं तो यह तो 2's कंपलीमेंट 2's complement बन जाता है तो यह 16 है यह पहला पड़ाव है अब 83 का डेसिमल इक्विवेलेंट लिखेंगे तो यह है 64 प्लस 16 प्लस 2 प्लस 1 तो यह 83 है हम इसका वजनवेट weight देखेंगे और फिर से ऐड कर देंगे फिर इसको 16 मतलब 4 1's और 0's ऐड कर देंगे यह एक नॉर्मल एडिशन होगा यह 1 1 0 है फिर 1 1 0 है यह 1 1 0 है यह 1 1 1 है यह 1 है और एक कैरी है यहां यह कैरी 1 1 0 वाला और यह फाइनल कैरी है जो हमें मिला है अगर कैरी आता है तो रद्द डिस्कार्ड discard कर दो और जो उत्तर हमें मिलेगा वह पॉजिटिव है तो इस ऑपरेशन से जो हमें उत्तर मिलता है उसे इस तरीके से समझना है अगर कैरी आए तो उसे रद्द डिस्कार्ड discard कर दो और बचे हुए नंबर को हम फाइनल उत्तर मानेंगे जोकि पॉजिटिव है यदि आप यह देखेंगे यह 64 है और यह 2 है और यह 1 है कुल मिलाकर 64 प्लस 2 प्लस 1 जो 67 है यह समझ गया है यह 67 है डेसिमल में अब हमें अलग कॉन्बिनेशन के बारे में देखना होगा जैसे कि बड़े नंबर का सबट्रैक्शन छोटे नंबर से और ऐसी दूसरी सारी चीजें तो पहले 83 माइनस 16 था अब 16 माइनस 83 है तो क्या करेंगे तो 16 जैसे हमने पहले लिखा था ऐसे लिखेंगे 83 में से हमें 83 चाहिए क्योंकि वह अभी वियोजक सबट्राहैंड subtrahend है तो 83 हमें 2's कंप्लीमेंट 2's complement से मिल सकता है 2's कंप्लीमेंट 2's complement करने के बाद जो हमें मिला उसे हम ऐड कर देंगे और उत्तर में हमें यह दिखता है कि कैरी नहीं है तो यहां कैरी नहीं मिली है और साइन बिट मान लो 1 है तो हमें पता है कि जो उत्तर हमें मिला है वह नेगेटिव है और वह 2's कंप्लीमेंट फॉर्म 2's complement form में है यह इसलिए है क्योंकि साइन बिट में 1 मौजूद है तो वह नेगेटिव है और पूरी चीज 2's कंप्लीमेंट फॉर्म 2's complement form में है अगर हमें इसका मेग्नीट्यूड जानना हो और हम इससे वाकिफ कन्वर्सेंट conversant ना हो तो हमें इस नंबर का 2's कंप्लीमेंट 2's complement करना है ताकि हमें उसका पॉजिटिव नंबर मिले जिससे हमें उसका मेग्नीट्यूड पता चले तो हमें यहां 1 0 1 1 1 1 0 1 मिला है और अगर इसका 2's कंपलीमेंट 2's complement ले तो हमें 0 1 0 0 0 0 1 1 मिलेगा तो यह 64 प्लस 2 प्लस 1 कुल मिलाकर 67 है यह मेग्नीट्यूड देता है पर आपको पहले ही पता है कि उत्तर नेगेटिव है जब भी बायनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करें मतलब उसे नॉर्मल नंबर रिप्रेजेंटेशन तो वजन वेट weightका इस्तेमाल नहीं करना है 2's कंप्लीमेंट नेगेटिव नंबर 2's complement negative number पर आपको पता है कि नंबर नेगेटिव है तो कैरी नहीं है साइन बिट 1 है उत्तर नेगेटिव है और उसका मेग्नीट्यूड हमें 2's कंप्लीमेंट 2's complement करने पर मिलेगा तो 16 माइनस 83 का उत्तर 67 है तो यह हमें इस फॉर्म में मिलेगा हमें पता है कि उत्तर नेगेटिव है कैरी नहीं है साइन बिट 1 है और मेग्नीट्यूड के लिए 2's कंपलीमेंट 2's complement करना होगा अगर हमें सबट्रैक्शन करना हो किसी नेगेटिव नंबर से वह भी संभव है तो वह कैसे करेंगे नेगेटिव नंबर मान लो 83 है वही उदाहरण हम ले रहे हैं अलग अलग तरीकों से तो 83 तो 83 का उत्तर पिछले उदाहरण में हमने निकाला है जोकि 1 0 1 0 1 1 0 1 है तो 83 और 16 का सबट्रैक्शन करेंगे इसका मतलब 83 प्लस 16 करना होगा 16 का कैलकुलेशन हमने पहले ही कर दिया है और अगर इसे हम ऐड करें तो हमें यह मिलता है हमें एक कैरी मिला है जिसे हम रद्द डिस्कार्ड discard करेंगे और हम यह देखते हैं कि साइन बिट 1 है हमें पता है कि उत्तर नेगेटिव है और जब भी उत्तर नेगेटिव हो तो वह हमेशा 2's कंप्लीमेंट फॉर्म 2's complement form में होगा अगर हमें इस मूल्य का मैग्नेटयूड जानना हो मतलब अगर हमें बायनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हमें इस नंबर का 2's कंप्लीमेंट 2's complement लेना होगा 1 0 0 1 1 1 0 1 का अगर हम 2's कंप्लीमेंट 2's complement ले तो हमें 0 1 0 0 0 0 1 1 मिलेगा तो यह 64 है यह 16 है यह 32 जोकि 2 टू द पावर 5 है 64 प्लस 32 प्लस 2 प्लस 1 कुल मिलाकर मूल्य 99 है तो डेसिमल में यह नंबर का मूल्य 99 है और यह नंबर नेगेटिव है क्योंकि साइन बिट नेगेटिव है मतलब 1 है जब भी हम नेगेटिव नंबर को किसी दूसरे नेगेटिव नंबर से ऐड करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इसका उत्तर रेंज के बाहर न जाएं जब भी हम किसी पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से या फिर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से ऐड करते हैं तो उसका उत्तर हमेशा रेंज के अंदर ही होता है यह चीज ध्यान रखें अगर एक नेगेटिव नंबर को सबट्रैक करना हो तो क्या है नेगेटिव नंबर सबट्रैक्शन वह असल में 2 पॉजिटिव नंबर का एडिशन होता है तो यह 16 है जोकि वीयोजक सबट्राहैंड subtrahend है इसका हम 2's कंप्लीमेंट 2's complement लेंगे तो क्या होगा तो हमें ओरिजिनल पॉजिटिव नंबर वापस मिलेगा मतलब 16 तो यह 16's place मतलब 2 टू द पावर 4 है यह 16 और यह 83 है यह 83 है और यह 16 है अगर हम दोनों को ऐड करें तो हमें डेसिमल इक्विवेलेंट 99 मिलेगा और ध्यान दें तो साइन बिट पॉजिटिव है तो अगर हम यह अलग चीजें कंबाइन करें तो हमें यह पता चलता है की एडिशन ही है सबट्रैक्शन के लिए वीयोजक सबट्राहैंड subtrahend का 2's कंप्लीमेंट 2's complement लेते हैं और उसे वियोज्य मायन्यूएंड minuend से ऐड करते हैं यदि कोई कैरी आए तो उसे रद्द discard डिस्कार्डकरना है अगर साइन बिट 0 है तो उत्तर पॉजिटिव है और उसे हम सीधे सीधे पढ़कर इंटरप्रेट कर सकते हैं अगर साइन बिट 1 है तो उत्तर नेगेटिव है और वह 2's कंपलीमेंट फॉर्म 2's complement formमें है अगर हमें उसका मेग्नीट्यूड पता करना है मतलब बायनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो मेग्नीट्यूड का तो उस नंबर का 2's कंप्लीमेंट 2's complement लेना पड़ता है और नंबर इस तरीके से आएगा जिसका वजन वेट weight1 2 4 8 ऐसे ही रखा है और फिर हम उस नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इस तरीके से हम 2's कंप्लीमेंट अर्थमेटिक 2's compkement arithmetic में आगे बढ़ेंगे पिछले क्लास में हमने नॉर्मल इंटीजर रिप्रेजेंटेशन फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन तो यह सब बहुत आसानी से कर सकते हैं 2's पॉइंट अर्थमेटिक 2's point arithmetic को इस्तेमाल कर समाप्त करने के लिए साइन मैग्नेटिक रिप्रेजेंटेशन में एक अलग साइन बिट होता है अगर 8 बिट्स ले तो साइन मेग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में जो रेंज हमें मिलता है वह 127 से लेकर127 है तो कुल मिलाकर 8 बिट्स का इस्तेमाल कर हम 255 नंबरस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1's कंप्लीमेंट अर्थमैटिक 1's complement arithmetic में अगर हम पॉजिटिव नंबर का इंवर्जन ले या 1's कंपलीमेंट 1's complement ले तो हमें उसका नेगेटिव नंबर मिलता है इसमें भी 8 बिट्स का इस्तेमाल कर हम 255 नंबरस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसका रेंज 127 से लेकर 127 तक है 2's कंप्लीमेंट अर्थमैटिक 2's complement arithmetic में 1's कंप्लीमेंट नंबर 1's complement number को अगर हम 1 ऐड करें तो नेगेटिव नंबर मिलता है और इसका रेंज 128 से लेकर 127 तक है और जब हम बायनरी एडिशन करते हैं कैरी मिल सकता है और बायनरी सबट्रैक्शन में बोरो मिल सकता है तो यह कुछ ऐसी चीजें हैं जो डेसिमल एडिशन और सबट्रैक्शन के समान है बस इतना है कि यहां हम बेस 2 के साथ काम करते हैं 2's कंप्लीमेंट अर्थमैटिक 2's complement arithmetic में सबट्रैक्शन करने के लिए हम नेगेटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो हम सबसे पहले हम वीयोजक सबट्राहैंड subtrahend को एक नेगेटिव नंबर में कन्वर्ट करते हैं उसका 2's कंपलीमेंट 2's complementलेकर और फिर हम उसे वियोज्य मायन्यूएंड minuend से ऐड करते हैं 2's कंप्लीमेंट अर्थमैटिक 2's complement arithmetic में हर तरीके के ऑडिशन और सबट्रैक्शन के लिए नियम बनाया जा सकता है सबट्रैक्शन मतलब एक छोटे नंबर को बड़े नंबर से सबट्रैक्ट करना या फिर बड़े नंबर को छोटे नंबर से सबट्रैक्ट करना तो कैरी के मौजूदगी को नजरअंदाज इग्नोर ignore करेंगे और अगर कोई कैरी ना हो और साइन बिट 1 हो तो उत्तर नेगेटिव होगा और उसका मेग्नीट्यूड उस नंबर के 2's कंपलीमेंट 2's complement से मिल सकता है यह थे अलग अलग नियम रूलस rules जिससे 2's कंप्लीमेंट अर्थमैटिक 2's complement arithmeticकर सकते हैं धन्यवाद